ऐरे पैटर्न सिंथेसिस पर इस लेक्चर में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की है कि एक यूनिफॉर्म ऐरे एक डिजाइनर साइड लोब स्तर और डायरेक्टिविटी या मुख्य लोब बीमविड्थ को स्पेसिफाइ करने के लिए पर्याप्त कंट्रोल नहीं है तो इसीलिए एक अधिक जटिल बात यह है कि यदि हम व्यक्तिगत एक्साइटेशन के एंप्लीट्यूड को भी बदलते हैं तो वे वेरीड हैं या हम कहेंगे कि कांपलेक्स एंप्लीट्यूड इसका मतलब है कि व्यक्तिगत एक्साइटेशन एंप्लीट्यूड और फेज अगर वह वेरीड है तो हम देखेंगे कि बेहतर कंट्रोल मुख्य बीम के आकार और चौड़ाई और साइड लोब के स्थान और एंप्लीट्यूड पर अभ्यास किया जा सकता है तो इस प्रकार यह विषय होगा यही कारण है कि हम एक स्पेसिफाइड पैटर्न को सिनथीसाइज कर सकते हैं जो हम करेंगे हम u प्लेन में खुद को यहां पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसलिए ऐरे फैक्टर हम देखेंगे और हम स्पेसिफाइ करेंगे कि अलग अलग एक को प्राप्त करने के लिए एक्साइटेशन व्यक्तिगत एलिमेंट एक्साइटेशन को चुनें कैसे अब वास्तव में विभिन्न तकनीकें हैं यह रिसर्च का एक एक्टिव क्षेत्र है यहां तक कि अब यह भी विकसित हो रहा है क्योंकि वास्तव में एक चीज है जो हम ऐरे एलिमेंट के बीच म्यूचल कपलिंग पर विचार नहीं कर रहे हैं जब उन्हें करीब से रखा गया है इसलिए यह वास्तव में पूरे गेम प्लान को बदल देता है क्योंकि यहां हम कह रहे हैं कि कोई म्यूचल कपलिंग नहीं है बल्कि म्यूचल कपलिंग बदलता है तो एक्साइटेशन कॉएफिशिएंट को चुनें कैसे लोग बेहतर और बेहतर तरीके के साथ आ रहे हैं आदि हम उन सभी उन्नत विषयों के विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन हम बस कुछ फंडामेंटल तरीकों को देखेंगे जिसके द्वारा यह ऐरे सिनथीसिज किया जा सकता है वास्तव में हम केवल एक डायमेंशनल ऐरे पर चर्चा करेंगे लेकिन जिस मेथड पर हम चर्चा करेंगे उसे आसानी से दो डायमेंशनल ऐरे आदि तक बढ़ाया जा सकता है अब पहले 2N प्लस 1 एलिमेंट के साथ एक लाइन ऐरे को देखते हैं प्रत्येक एलिमेंट की एक्साइटेशन दें इसलिए एलिमेंट z एक्सिस पर हैं और प्रत्येक एलिमेंट की एक्साइटेशन को Nth एलिमेंट के लिए CN के प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसका मतलब है C1 C2 आदि यहाँ हम यह भी देखेंगे कि हमारे पास C0 होगा क्योंकि हम 2N प्लस 1 एलिमेंट पर विचार कर रहे हैं तो केंद्र में एक एलिमेंट है तो ऐरे फैक्टर हम लिख सकते हैं n माइनस n के बराबर है और N Cn e से पावर j k0 कोस थीटा के बराबर है अब यदि हम चुनते हैं कि Cn C n के बराबर है तो हमें C0 प्लस n मिलता है जोकि 1 कैपिटल N 2Cn कोस nu के बराबर है तो यह पक्ष है अगर मैं इसे F कहता हूं जहां अब फिर से u है तो हमारे k0d कोस थीटा के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए फिर से हमने मान लिया है कि फेज एक्साइटेशन में u0 शून्य है तो Cn एक कांपलेक्स मात्रा है अब अगर हम इसे देखें तो यह एक फूरियर सीरीज के अलावा और कुछ नहीं N प्लस 1 के साथ कोसिन फूरियर सीरीज को एंप्लीट्यूड कहां जाता है इसलिए अगर मुझे F पता है या यदि आप शायद स्पेसिफाइ करते हैं तो मैं इस C0 और इस Cn चीजों का पता लगा सकता हूं ध्यान दें कि हमारी थीटा 0 से pi तक भिन्न है माइनस k0d से प्लस k0d u की श्रेणी है जो विजिबल स्थान से मेल खाती है हालांकि u प्लेन में पूर्ण पीरियड के लिए पैटर्न स्पेसिफाइड होना चाहिए इसका मतलब है माइनस pi से लेकर प्लस pi तक इसलिए यदि पैटर्न स्पेसिफाइड किया गया है तो हम इसे लगभग पा सकते हैं इसलिए अब Cn की वैल्यू क्या होगी फूरियर सीरीज के ज्ञान से हम आसानी से लिख सकते हैं कि 1 बटा 2 pi माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी Fd कोस nu du और यह मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं मुझे लगता है कि अगले में यह दिया गया है इस पर Fd है इसका मतलब है मान लीजिए कि रैक्टेंगुलर फंक्शन माइनस k0d बटा 2 से लेकर प्लस k0d बटा 2 है विजिबल स्थान एक ब्रॉड साइड ऐरे के लिए माइनस k0d से प्लस k0d है तो यह एक मैं C0 पा सकता हूं जो कि 1 बटा 2 pi होगा यह कोस nu du है क्योंकि रैक्टेंगुलर फंक्शन तो 1 यहाँ तो यह 1 बटा n pi साइन n k0d बटा 2 हो जाता है तो एक सात एलिमेंट ऐरे के लिए आप देखते हैं पैटर्न इस तरह है सिनथीसाइजड पैटर्न अब जाहिर है सात एलिमेंट छोटा है यही कारण है कि रैक्टेंगुलर इस तरह है यदि आप अधिक संख्या में एलिमेंट को जोड़ते हैं तो आप डिजायरड पैटर्न तक जा सकते हैं तो यह एक अप्रोच है यह बहुत आसान है और वास्तव में लोगों ने यह साबित कर दिया है कि यह डिजायरड पैटर्न को कम से कम मीन स्क्वायर ऐरर एप्रोक्सीमेशन देता है लेकिन समस्या यह है कि आप देखते हैं कि आपके पास साइड लॉब्स हैं इसलिए एक और विकल्प यह है कि मुझे कोई साइड लॉब नहीं चाहिए इसलिए वास्तव में मैंने कहा कि इस मेथड को फूरियर सीरीज मेथड कहा जाता है पहले से ही आपने देखा है अब एक और अप्रोच है हम देखते हैं कि हम ऐरे फेक्टर को e से पॉवर j k0d बटा 2 कोस थीटा प्लस e से पॉवर माइनस j k0d बटा 2 कोस थीटा के रूप में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास दो सिमिट्रिकल हैं जो 2 से पॉवर N पर हैं हम इस तरह से लिखें तो हम जो प्राप्त करते हैं वह e से पावर j u बटा 2 प्लस e पॉवर माइनस j u बटा 2 पूरे से पावर 2N जो बराबर है 2 से पावर 2N u के कोस बटा 2 पूरे से पावर 2N के e पॉवर माइनस j Nu n 0 से 2N Cn2N e पावर j nu के बराबर है तो वास्तव में यह एक यदि आप विस्तार करते हैं तो आपको यह मिलता है अब आप यहाँ पर एक्साइटेशन देखते हैं क्योंकि जब मैं एरे फैक्टर ले लूंगा तो यह फैक्टर चला जाएगा तो यह बायनॉमियल सीरीज के अलावा और कुछ नहीं है इसीलिए इस ऐरे को बायनॉमियल ऐरे कहा जाता है अब हम संपत्ति को एक बायनॉमियल ऐरे Cn2N के रूप में जानते हैं यह C2N n2N के समान है तो F अब C02N e पावर माइनस j Nu प्लस C2N2N e पावर प्लस j Nu के रूप में लिखा जा सकता है फिर से यह फूरियर सीरीज का एक प्रकार है लेकिन सुंदरता है अगर हम पैटर्न को देखने के लिए इस तरह को चुनें पैटर्न इस तरह है विजिबल स्थान पहले जैसा है क्योंकि हमने अल्फा को शून्य या u0 को शून्य होने के लिए लिया है तो आप देखते हैं कि कोई साइड लॉब नहीं हैं इसलिए यह दूसरा चरम है कि कोई साइड लॉब नहीं हैं लेकिन समस्या क्या है जाहिर है यह बीमविड्थ यूनिफॉर्म से बहुत अधिक है यह स्पष्ट है क्योंकि जिस क्षण हम इस बायनॉमियल को ले जा रहे हैं इसलिए साइड में एक्साइटेशनएंप्लीट्यूड काफी कम है तो वास्तव में ऐरे की लंबाई कम हो रही है क्योंकि प्रभावी रूप से किनारों से इंटरफेयरेनस या रेडिएशन वास्तविक रेडिएशन में योगदान नहीं कर रहे हैं यही कारण है कि आधा पावर बीमविड्थ व्यापक है तो ये उपलब्ध ऐरे लंबाई आदि के इनएफिशिएंट उपयोग हैं अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो हमने देखा है इसलिए यदि आप साइड लॉब्स को कम करना चाहते हैं तो आप इन के लिए जा सकते हैं यदि आप लाभ की परवाह नहीं करते हैं तो आप आसानी से बायनॉमियल ऐरे ले सकते हैं यह एक अच्छा विकल्प है इसी तरह यदि आप बड़ी संख्या में एलिमेंट रखना चाहते हैं तो आप फूरियर सीरीज की चीजों का उपयोग कर सकते हैं यदि अंतरिक्ष आदि आपका कांस्टेंट नहीं है तो आप फूरियर सीरीज की चीज को ले कर अनुमानित कर सकते हैं और वह भी आप कर सकते हैं अब हम वास्तविक पॉइंट पर आते हैं कि विकास मुख्य रूप से स्केलकुंफ से आया था उन्होंने वास्तव में कहा था कि हमें कोई भी नकारात्मक चीज नहीं करनी चाहिए यह एक नंबरिंग गेम है हमें संख्या दें इसलिए एक तरफ से हमें 0 शुरू करने दें ताकि N पर जाएं मान लें कि अब हम u0 पर विचार करते हैं इसलिए हमारा u0 अल्फ़ा d है तो केवल हमारे पास प्लस z एक्सिस में हैं एलिमेंट हम जनरैलीटी खोए बिना कह सकते हैं तो ऐरे फेक्टर ऐसा होगा अब हमारी एलिमेंट की लंबाई अभी भी N प्लस 1 है इसलिए n 0 से N Cn e पावर j nu प्लस u0 के बराबर है जहां u k0d कोस थीटा के बराबर है u0 अल्फ़ा d है अब हम परिभाषित करते हैं वास्तव में यह स्केल्कोनॉफ ने किया था उन्होंने एक कांपलेक्स वेरिएबल Z को परिभाषित किया था जो कि e पावर j u प्लस u0 है तो ऐरे फेक्टर F है n जो 0 से N Cn Zn के बराबर है तो यह Z पावर n या इसका अर्थ है यह एक्सप्रेशन और कुछ नहीं है बल्कि आदेश n की पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है जो उनका योगदान है तो अब मैथमेटिक्स विभिन्न पॉलिनॉमियल के समृद्ध अध्ययन तक पहुँच गया है ताकि पॉलिनॉमियल प्रॉपर्टी ऐरे पैटर्न के सिनथीसिज के लिए परिवहन करेंगे सबसे पहले हमें ऑर्डर n के इस पॉलिनॉमियल देखें शून्य की संख्या है यह डिग्री N का एक पॉलिनॉमियल है अगर मैं N का विस्तार करता हूं तो यह शून्य संख्या है इसलिए F को CN Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस ZN के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक फेक्टर Z माइनस Z1 क्या है हम कह सकते हैं हम इसे दो एलिमेंट ऐरे के लिए ऐरे फेक्टर के रूप में व्याख्या कर सकते हैं इस प्रकार हम कहते हैं कि n प्लस 1 एलिमेंट ऐरे का ऐरे फेक्टर यह प्रोडक्ट है N संख्या के दो एलिमेंट ऐरे के ऐरे फेक्टर का F के शून्य पर नलज सुपरइंपोजड करने के लिए इसके अलावा कुल ऐरे पैटर्न का प्रोडक्ट प्रत्येक पॉलिनॉमियल से जुड़ा हुआ पैटर्न है इसलिए जब से आप इस परिवर्तन को देखते हैं Z का मेग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है इसलिए u और u0 के सभी वास्तविक वैल्यू के लिए विजिबल स्थान माइनस k0d प्लस u0 से प्लस k0d प्लस u0 तक फैले यूनिट सर्कल के एक हिस्से के अनुरूप होगा अब हमें देखते हैं अगर मेरे पास एक यूनिट सर्कल है और अब आप एक डिज़ाइनर पसंद देखते हैं अगर मेरे पास इस मामले में है तो d एलिमेंट रिक्ति लैम्ब्डा 0 से 2 से अधिक है तो यहाँ वास्तव में अगर आप ऐसा करते हैं तो यह विजिबल स्थान की शुरुआत और विजिबल अंतरिक्ष में यदि आप चलते हैं तो यह एक सर्कल पूरा करता है और फिर यहां आता है तो कई बार यह वास्तव में घूम रहा है यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक ब्रॉड साइड ऐरे का मामला है u0 0 है और हमने d लिया है लैम्ब्डा 0 से 2 से अधिक है इसलिए हम इसे कई बार मूव कर सकते हैं अब पॉलिनॉमियल के शून्य अगर मैं अधिक बार यात्रा करता हूं तो मेरे पास स्थानों पर कई शून्य हैं अब एक जगह पर कई शून्य का मतलब है कि यह शून्य के करीब अधिक से अधिक प्लांट फ्लैट हो जाता है अगर आपको बटरवर्थ पॉलिनॉमियल याद है तो इसमें शून्य संख्या n है कोई nth ऑर्डर बटरवर्थ पॉलिनॉमियल के रूप में n प्लस 1 शून्य है तो वहाँ यह अधिकतम चापलूसी और चापलूसी हो जाता है तो अगर मैं नलज के बारे में चाहता हूँ क्योंकि ये Z शून्य कुछ और नहीं बल्कि ऐरे पैटर्न के नल हैं इसलिए अगर मैं अधिकतम फ्लैट प्रकार का पैटर्न चाहता हूं तो हम अधिक से अधिक शून्य डालते हैं वास्तव में मैं एक एनालॉजी का चित्र बनाता हूं क्या होता है विचार करें कि आपके पास एक रबर बैंड है और आप इसे किसी जगह से ऊपर रख रहे हैं अब अगर रबर बैंड के कुछ पॉइंट पर मैं इसे सतह पर पिन करता हूं इसलिए उस सतह के पास फ़ंक्शन छोटे वैल्यू पर जाने के लिए बाध्य है अब मैं इसे एक और पॉइंट पर फिर से पिन करता हूं अगर ये दो पॉइंट पास हैं तो मैं स्तर को नीचे जा सकता हूं तो ज़ीरो प्लेसिंग आपके हाथ में है जहाँ आप ज़ीरो और मल्टीपल पिन डालेंगे अगर मैं डालूँ तो यह होगा कि मैक्सिमम फ़्लैट का मतलब है कि यह बहुत तेज़ी से एक साइड लोब में नहीं जा रहा है तो साइड लॉब इफेक्ट को नीचे रखा जाएगा तो यह डिजाइनरों की पसंद है कि वह वास्तव में कहां रखेगी डिजाइनरों के पास क्या है यह इंटर एलिमेंट स्पेसिंग है आप देखते हैं कि इंटर एलिमेंट स्पेसिंग लैम्ब्डा 0 बटा 2 है लेकिन यहां एक फेज शिफ्ट है यह नहीं लिखा है यह एक एंड फायर ऐरे है तो चरण बदलाव माइनस 90 डिग्री है आप देखते हैं कि विजिबल स्थान पूरी तरह से कवर नहीं है आप देखते हैं यह एक पॉइंट थीटा शून्य के बराबर है इसलिए विजिबल स्थान यहां से शुरू होता है विजिबल स्थान यहां समाप्त होता है इसलिए सभी शून्य को यहां गैर विजिबल क्षेत्र में रखा जाना चाहिए कोई भी विजिबल शून्य नहीं रखा जाएगा और हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर एक थीटा u0 यह 4 से माइनस pi है d 075 और लैम्ब्डा 0 के बीच में है आप देखते हैं कि यह यहां से शुरू हो रहा है जा रहा है और एक पूर्ण सर्कल फिर कुछ दूरी तक इसलिए क्योंकि आपकी थीटा शून्य के बराबर है इसलिए यह महत्वपूर्ण है और फिर आप कितना कवर कर रहे हैं तो यहां आप देखते हैं कि कोई शून्य यहां नहीं रखा गया है सभी शून्य आप डिजाइनर को इन पॉइंट में रखे हुए देखते हैं ताकि दूसरी बार जो भाग घूम रहा है वह दो बार शून्य देख रहा है इसलिए अधिक चापलूसी वाली चीजें इस प्रकार की चीजें की जा सकती हैं तो आइए हम अधिक विस्तार से देखें मान लीजिए कि मैं सभी शून्य होने के लिए ऐरे फेक्टर का चयन करता हूं इसका मतलब है मेरे पास N प्लस 1 नंबर है तो N संख्या की शून्य मैं Z पर डाल रहा हूँ जो माइनस 1 के बराबर है Z माइनस 1 के बराबर क्या है Z माइनस 1 के बराबर है यहां से आप देख सकते हैं मान लें कि u बराबर है u0 शून्य के बराबर है तो Z माइनस 1 के बराबर है इसका मतलब थाटा 0 और pi के बराबर है इसका मतलब है 0 पॉइंट पर और pi पॉइंट पर थीटा pi पॉइंट के बराबर है एक pi पॉइंट मैं शून्य डाल दूंगा तो कई शून्य और अगर हम इनका विस्तार करते हैं तो हम उस बटरवर्थ को बायनॉमियल में प्राप्त करते हैं तो यह ZN प्लस C1N Z N 1 प्लस C2N ZN 2 से प्लस CNN तक हो जाता है तो यह वास्तव में बटरवर्थ है और यही कारण है कि कोई साइड लॉब नहीं हैं इसलिए पूरी बात अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो कोई साइड लॉब्स नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक रबर बैंड लगा दिया गया है 0s विजिबल स्पेक्ट्रम के दो एंड पर आ रहे हैं दरअसल 0 और pi विजिबलस्पेक्ट्रम के दो एंड हैं इसीलिए इसमें कोई लोब नहीं है अब इस पर विचार करें कि इनके बजाय मैंने इन्हें ऐसा किया है इसका मतलब है मान लें कि एक ऐरे पॉलिनॉमियल इस तरह से है 1 प्लस Z प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और मैं इस पॉलिनॉमियल के इन सभी शून्य पॉइंट पर डबल 0 चाहता हूं इसलिए मैं इसे स्क्वायर कर सकता हूं और यह 1 प्लस 2Z प्लस 3Z2 प्लस 4Z3 प्लस 5Z5 प्लस 3Z6 प्लस 2Z7 प्लस Z8 बन जाएगा तो यह एक नौ एलिमेंट ऐरे बन जाता है एक्साइटेशन फंक्शन के साथ आप एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 3 2 1 देखते हैं अब आप इसके लिए ऐरे फेक्टर देख सकते हैं कि पांच एलिमेंट ऐरे काला है और डैश एक स्क्वायरिंग है जो आपको नौ एलिमेंट ऐरे प्रदान करता है जहां यह शून्य से अधिक चापलूसी के पास है तो मैं साइड लॉब्स को कम कर सकता हूं जाहिर है मुझे रेटिंग बढ़ानी होगी यह शून्य का स्थान है जो आप 0's को पॉइंट पर डालना चाहते हैं इस प्रकार इस पर आप जा सकते हैं अब सवाल यह है कि किसी भी सिनथीसिज समस्या में आखिरकार यह पूछा जाता है कि इनमें से क्या ऑप्टिमम है मान लीजिए मैं साइड लोब स्तरों को स्पेसिफाइ कर रहा हूं अधिकतम डायरेक्टिविटी क्या है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं या इसके विपरीत अगर डायरेक्टिविटी स्पेसिफाइड की जाती है तो न्यूनतम पक्ष लोब स्तर जो मुझे भुगतना चाहिए तो यह एक ऑप्टिमम समस्या है और यह समस्या डॉल्फ' द्वारा हल की गई थी तो इसीलिए इसे डॉल्फ्स ऐरे कहा जाता है अगर मुझे वास्तव में याद है मुझे लगता है हमने इसे देखा है तो आप मेरे NPTEL लेक्चर इम्पीडेंस मिलान माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बुनियादी उपकरणों पर देख सकते हैं जहां हमने चेबेशेव पॉलिनॉमिअल्स के बारे में चर्चा की है अब चेबेशेव पॉलिनॉमियल में वास्तव में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मैं फिर से चेबेशेव पॉलिनॉमियल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन हम चेबेशेव पॉलिनॉमियल के गुणों को देख सकते हैं वास्तव में यह यहाँ चेबेशेव पॉलिनॉमियल का विभिन्न क्रम है आप देखते हैं कि यह एक Tn है तो आप T1 T2 T3 इत्यादि को देखते हैं सभी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इसे x के बीच माइनस 1 से प्लस 1 के बराबर होती है और उसके बाद जब यह x 1 के बराबर से ज्यादा या x माइनस 1 से कम के बराबर होता है 1 मोनोटोनिकली यह बढ़ जाता है दरअसल इन के आधार पर हमारे पास इम्पीडेंस मिलान या फिल्टर डिजाइन हैं हम यहां पास बैंड लगाते हैं और स्टॉप बैंड अब यहाँ हम क्या करेंगे हम दोलनों को भी देखेंगे सभी प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक सीमित हैं इसलिए हम इस ज़ोन में सभी साइड लॉब्स लगाएंगे और एक पक्ष एक दूसरे के साथ पिन करेगा क्योंकि मुख्य बीम में एंड फायर आदि में कुछ मामले हैं मुख्य बीम अंत में आता है इसलिए मैं ऊपर जा सकता हूं तो निश्चित भाग को मैं पार कर लूंगा x 1 के बराबर है क्योंकि यदि मुख्य माध्य बीम है तो कोई समस्या नहीं है मैं वास्तव में अधिक डायरेक्टिविटी कर रहा हूं वास्तव में इस बात का मैंने एंड फायर ऐरे पर चर्चा करने में उल्लेख किया है कि कभी कभी डॉल्फ चेबीशेव ऐरे में विजिबल चेहरे में एक हिस्सा चला गया है वास्तव में यहां से आता है दरअसल इन ऐरे को डॉल्फ चेबीशेव ऐरे कहा जाता है यहां मैं अपने स्पेसिफाइड साइड लोब स्तर की आवश्यकता SLR आवश्यकता के आधार पर इससे एक निश्चित पॉइंट बड़ा होगा तो हमें एक दूसरा ऑर्डर देखें चेबेशेव पॉलिनॉमियल और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन a x के बजाय है मैं इसे a b कोस के रूप में लिखूंगा कृपया याद रखें क्योंकि हमारा वास्तविक फंक्शन कोस या आप कुछ कह सकते हैं लेकिन वास्तव में हमारा u k0d कोस 𝚹 u0 है तो यह फ़ॉर्म यहां भी समान है हालांकि यह u कन्फ्यूजिंग हो सकता है लेकिन हमें देखते हैं कि a प्लस b कोस के बराबर है यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे NPTEL लेक्चर में पुस्तक में दिए गए फार्मूले भी हैं आप उस बेसिक टूल को देख सकते हैं यही कारण है कि हम इसे बेसिक टूल कहते हैं कई बार हम इसे माइक्रोवेव तकनीक में उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ आप यह भी देखेंगे कि यह दूसरा ऑर्डर पॉलिनॉमियल u में फूरियर सीरीज के रूप में लिखा जा सकता है यदि हम T3 के लिए जाते हैं तो वह 4a3 प्लस 6ab2 माइनस 3a बन जाता है जो एक फाइनाइट फूरियर सीरीज भी है सामान्य तौर पर TNth ऑर्डर चेबेशेव पॉलिनॉमियल एक फाइनाइट फूरियर सीरीज है जो कोस Nu शब्द तक है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसे पहचाना जा सकता है या हम कह सकते हैं कि यह 2N प्लस 1 एलिमेंट के साथ एक ऐरे के लिए ऐरे फेक्टर है 2N प्लस 1 एलिमेंट के साथ एक सिमिट्रिकल ब्रॉड साइड ऐरे के लिए ऐरे फेक्टर जो हमने पहले ही दिखाया है कि यह फूरियर सीरीज के समय की तरह लिखा जा सकता है इसे डिग्री N के चेबिशेव पॉलिनॉमियल के बराबर किया जा सकता है कॉन्स्टेंट a और b को TN में x के वैल्यू के लिए u के विजिबल रेंज बनाने के लिए चुना जा सकता है जो कि x माइनस 1 के बराबर से x1 के बराबर तक होता है इसलिए इसका मतलब है कि x 1 के बराबर से x x1 के बराबर है जहाँ X1 1 से अधिक है इसलिए लोगों ने ऐसा किया है और हम 'a' को क्या पाएंगे हम कहते हैं कि X1 वैल्यू इसलिए इससे पहले कि आप इसे हल करें आप कुछ डिज़ाइन फ़ार्मुलों को प्राप्त कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं लेकिन विभिन्न मामले और विभिन्न धारणाएं हैं तो आप इस तरह से a b कॉन्स्टेंट का पता लगा सकते हैं इसलिए एक बार मैं X1 पा सकता हूं a b निर्धारित किया जा सकता है जिस क्षण a b निर्धारित किया जा सकता है आप विभिन्न चीजों का पता लगा सकते हैं यदि यह d लैम्ब्डा 0 बटा 2 हो जाता है तो 'a' x1 माइनस एक बटा 2 हो जाता है b x1 प्लस 1 बटा 2 के बराबर है और वे कैसे भिन्न होते हैं आप देखते हैं कि u प्लेन u वर्सेस x में यह वेरियंस है और अधिकतम यह a प्लस b तक जाता है आप देखते हैं कि यह शुरू में बढ़ रहा है a प्लस b तक जा रहा है फिर माइनस 1 तक नीचे आ रहा है और यह k0 चीज़ के बारे में है इसलिए थीटा और उनका संबंध यह है अब सवाल यह है कि X1 कैसे चुनें तो साइड लोब स्तर को R के रूप में स्पेसिफाइड करें इसलिए हमें R के बराबर TN की आवश्यकता है क्योंकि मुझे मुख्य बीम की आवश्यकता है इसलिए मुख्य बीम वैल्यू1 से अधिक है इसलिए मुझे यहां इसकी आवश्यकता है इसलिए कार्य पॉइंट पर SLR स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसलिए यदि SLR यह है तो मैं इसे यहां डालूंगा और इसलिए मैं कह सकता हूं कि TN क्या है यदि आप देखते हैं तो इसका विस्तार कोस हाइपरबोलिक N गामा 1 R के बराबर है और इसलिए यह x1 कोस हाइपरबोलिक गामा 1 है जो कोस 1 बटा n कोस हाइपरबोलिक R के बराबर है इसलिए R N से मुझे पहले से ही एलिमेंट की संख्या पता है रखना चाहते हैं X1 मिला है जिस पल X1 पाया जाता है a b पाया जाता है उसके बाद कॉन्स्टेंट a b पाया जाता है जिसका अर्थ है कि अब आप जानते हैं कि बीमवर्क आदि क्या है आप आसानी से कह सकते हैं कि यह एक ऑप्टिमम डिज़ाइन है जो एक साइड लोब दिया गया है मैं पा सकता हूं कि अधिकतम डायरेक्टिविटी क्या है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं कुछ डिजाइनों में विपरीत बीमविड्थ दी गई है इसका मतलब है कि डायरेक्टिविटी दिया गया है तो उस स्थिति में मुख्य बीम Tn के अंतिम 0 से फैली हुई है x के वैल्यू 1 तक पहुंचने से पहले इसका मतलब है कि अंतिम 0 यहाँ है मुझे लगता है कि मैं T1 ले रहा हूँ या हम कहें कि यह T2 या T3 है इसलिए T3 T3 का 0 है तो यहाँ से मुख्य बीम Tn के अंतिम 0 से फैली हुई है इससे पहले कि x 1 से x1 के वैल्यू तक पहुंच जाता है यदि बीम नल को θz पर रखा गया है तो u का संबंधित वैल्यू आप पा सकते हैं और फिर xz पा सकते हैं तो वह वैल्यू xz बन जाएगा यह पिछले एक से पहले 0 का पॉइंट है इसलिए कोस pi बटा 2N प्लस b कोस uz के बराबर है तो आखिरकार इसकी मदद से 'a' माइनस कोस uz प्लस xz कोस k0d बटा कोस uz माइनस कोस k0d बन जाता है b 1 प्लस xzबटा कोस uz माइनस कोस k0d बन जाता है TN से अधिकतम लोब स्तर का अनुपात अधिकतम पाया जा सकता है जो TNab के बराबर है R के बराबर है यह कोस हाइपरबोलिक N कोस हाइपरबोलिक a प्लस b के बराबर है क्योंकि u 0 के बराबर है हमारे पास x x1 के बराबर है a प्लस b के बराबर है तो हम साइड लोब अनुपात पैरामीटर R को भी स्पेसिफाइ कर सकते हैं जिसमें बीम की स्थिति तय हो गई है और x1 के ज्ञात वैल्यू और x के वैल्यू से पाया जा सकता है तो यह शामिल है मैं डेरिवेशन के विवरण में नहीं जा रहा हूं लेकिन डॉल्फ चेबेशेव ऐरे आप आसानी से देख सकते हैं वहां अच्छे संदर्भ उपलब्ध हैं अब हम देखते हैं कि यह एक डिज़ाइन है इस मामले में 20dB साइड लॉब स्पेसिफाइड हैं तो आप देखते हैं कि यह प्राप्त किया जा सकता है यह विजिबल स्थान है और आप यह पता लगा सकते हैं कि वास्तव में 1 2 3 4 इत्यादि हैं इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले 5 एलिमेंट आप 20dB साइड लॉब आदि प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में थियोरेटिकली एक शब्द है जिसे सुपर डायरेक्टिव ऐरे कहा जाता है वास्तव में कुछ भी जो फेक्टर का ऑर्डर है यूनिफॉर्म ऐरे से बड़ा 135dB साइड लोब स्तर जिसे सुपर डायरेक्टिव ऐरे कहा जाता है तो यह साबित हो गया है कि इस सिनथीसिज प्रोसीजर के साथ आप सीमित या दी गई ऐरे लंबाई के साथ किसी भी दिशा को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वे प्रैक्टिकल नहीं हैं वास्तव में यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्हें एक चीज की आवश्यकता होती है आमतौर पर बहुत अधिक करंट एक्साइटेशन होती हैं एक्साइटेशन 10 से 6 एम्पियर आदि की पावर में हो सकती है इसलिए बहुत अधिक है दूसरी बात यह है कि उन्हें आमतौर पर एडजेसेंट एलिमेंट की आवश्यकता होती है विरोध का सामना करना चाहिए तो उस उच्च के कारण क्या होता है एक बात है यह बहुत मुश्किल है कि अगर आपके पास बहुत अधिक करंट एक्साइटेशन है और पास में 180 डिग्री का सामना करना पड़ता है और क्या होता है अंततः हालांकि थियोरेटिकली यह संभव है लेकिन वास्तव में नुकसान इतना अधिक है उन स्ट्रक्चर में क्योंकि इस तरह के उच्च करंट कि ओमिक नुकसान रेडिएशन प्रतिरोधी की तुलना में बहुत बड़े हैं चूंकि हम खाते में कोई नुकसान नहीं ले रहे हैं ओमिक खाते में नुकसान हो रहा है इसलिए वे बताते हैं कि डायरेक्टिविटी बहुत अधिक है लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वे एंटेना जिन्हें आप जानते हैं तो ये सुपर डायरेक्टिव ऐरेज़ नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि किसी दिन अगर कुछ लॉस कंट्रोल मैकेनिज़्म मिल जाए तो वह एक आशाजनक हो सकता है किसी दिन एक्साइटेशन आदि जो हो सकता है बशर्ते नुकसान को कंट्रोल किया जा सके इसलिए ऐसा नहीं है कि रिसर्च करने वाले उस दिशा में रुके हैं इसलिए नई विभिन्न सामग्रियों आदि के साथ सुपर डायरेक्टिव ऐरेज़ एक दिन आशाजनक हो सकती हैं इसलिए ऐरे डिजाइनर एंटीना लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि सीमित दिन की चीज़ को देखते हुए यह बहुत ही उच्च दिशा की चीजों को डिजाइन करना संभव हो सकता है इसके साथ यह एक उन्नत विषय है इसलिए शायद सामग्री इत्यादि फॉर्मूला इत्यादि इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन कांसेप्ट यह है कि हम यह कैसे कर सकते हैं कि स्केलकुंफ ने उस पॉलिनॉमियल को कैसे बनाया लेकिन कई अन्य पॉलिनॉमिअल्स हैं जो बहुत प्रभावी उम्मीदवार हैं चेबेशेव शायद एक है लेकिन अन्य पॉलिनॉमिअल्स भी हैं जिनमें कई अच्छी विशेषताएं हैं जो आसानी से इस ढांचे में ले जा सकते हैं और फिर इसका पता लगाया जा सकता है धन्यवाद